तो आपका स्वागत है जो आपने हमारे पिछले व्याख्यानों में देखा है वह यह है कि हम कुछ समय विश्लेषण कैसे कर सकते हैं जिसकी जटिलता इस सर्किट के आकार में रैखिक है और इसलिए इसका उपयोग बहुत बड़े सर्किट के लिए पाथ्स की गणना करने के लिए किया जा सकता है जाल ताकि सेटअप के आधार पर स्लैक मूल्यों को समायोजित किया जा सके और समय की कमी हो अब एक बात जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था लेकिन हमने यह नहीं बताया कि इसे कैसे संभालना है आप देखते हैं कि एक सर्किट दिया गया है हम सिर्फ टोपोलॉजिकल नेटलिस्ट देख रहे हैं और सभी पाथ्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं इस स्लैक्स की गणना करने की कोशिश करते हैं इस शून्य स्लैक एल्गोरिथ्म और इतने पर का उपयोग कर उन्हें शून्य में समायोजित करते हैं लेकिन एक बात जिस पर हमने अभी तक विचार नहीं किया है वह यह है कि जिन पाथ्स पर हम विचार कर रहे हैं क्या वे सभी वास्तविकता में महत्वपूर्ण हैं जैसे कुछ पाथ्स हो सकते हैं जो बहुत क्रिटिकल और बहुत लंबे लग सकते हैं लेकिन व्यवहार में ऐसा जो हो सकता है कि फंक्शनैलिटी ब्लॉक या गेट या जिसकी भी महत्वपूर्ण हो तो किस तरह के संकेत के माध्यम से जा सकते हैं इसलिए यह संभव है कि गेट या ब्लॉक ऐसे हों जो सिग्नल ट्रांज़िशन कभी भी उस लंबे पाथ्स से न निकल सकें जिसका मतलब है कि जो भी समय विश्लेषण हो रहा है उस पाथ पर वो वर्तमान कार्यक्षमता या डिज़ाइन के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए एक अवधारणा है जिसे फॉल्स पाथ कहा जाता है जिसे हम विशेष रूप से इस व्याख्यान में विचार करेंगे फाल्स पाथ के द्वारा जैसा कि मैंने कहा था की हम सर्किट नेट लिस्ट में उन पाथ का उल्लेख करते हैं जो भौतिक रूप मौजूद है लेकिन आपके सर्किट की तरह लॉजिक या फंक्शनल पाथ्स नहीं हैं अगर आप इस सर्किट नेटलिस्ट या DAG को एक डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ मानते हैं तो वहां एक पाथ होगा एक बिंदु से दूसरे तक लेकिन नोड्स या ब्लॉक की कार्यक्षमता को देखते हुए इस ब्लॉक के गुणों के कारण पथ कभी भी संकेत का प्रवाह नहीं करेगा जिसका अर्थ है कि सेन्सिटिज़ेशन की एक अवधारणा है जिसे हम विस्तार से देखेंगे अधिक विस्तार से यह मार्ग इनपुट के किसी भी संयोजन के लिए कभी भी सेनसेटाईज़ेड नहीं होता है तो आइए एक उदाहरण लेते हैं कि हमें इससे क्या मतलब है आइए हम इस तरह का एक सरल उदाहरण लेते हैं वहां क्या है 2 मल्टीप्लेक्सर्स हैं ये मल्टीप्लेक्सर हैं एक सेलेक्ट इनपुट है तो यदि s 0 है तो यह 0 इनपुट चयनित है यदि s 1 है तो 1 इनपुट चयनित है और ये आयताकार बॉक्स कुछ सर्किट मॉड्यूल हैं इसलिए हम विस्तार से नहीं दिखा रहे हैं लेकिन डिले यूनिट दिखाया गया है इस ब्लॉक में 200 यूनिट डिले है यह कॉम्बिनेशन सर्किट हो सकता है यह एक और कॉम्बिनेशन सर्किट हो सकता है 100 200 100 इसलिए यदि आप इस सर्किट का स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस करते हैं तो STA आपको सबसे लंबा पाथ देगा जो कि शायद 200 होगा चलो MUX देरी को नगण्य मानते है 200 प्लस 200 400 सही है तो यह 400 सबसे लंबा पाथ होगा जो STA आपको देगा और सबसे अधिक संभावना है कि यह STA है और इसके बाद सुधारात्मक कदम आपको इस पथ को समायोजित करने में अधिकतम समय बिताना होगा ताकि यह स्लैक्स 0 और इतने पर बना हो और आगे ऐसे ही लेकिन अगर आप कार्यक्षमता को देखते हैं तो यहां मल्टीप्लेक्सर्स हैं आप जानते हैं कि मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है इसलिए यदि आप जिस तरह से सेलेक्ट लाइनों को सक्रिय करते हैं उसे देखते हैं तो यदि s 0 के बराबर है तो v का चयन किया जाता है और इस तरफ यदि कोई इंवर्जन है तो s 0 का मतलब है यह 1 हो जाता है इसलिए x का चयन किया जाता है तो डिले 100 प्लस 200 300 होगी अब यदि s 1 के बराबर है तो u का चयन किया जाता है और यह 0 हो जाता है इसलिए यह y चुना गया है तो अब सिग्नल इस पाथ से बहता है फिर से 300 डिले करता है तो यह सबसे लंबा पाथ जो जाहिर तौर पर 400 के अपने डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ में दिखाई देगा जो कभी भी नहीं माना जाता है इसे एक फॉल्स पाथ कहा जाता है तो इन ब्लॉकों या सर्किट में मौजूद मॉड्यूल की कार्यक्षमता का विश्लेषण करके फॉल्स पाथ की पहचान की जा सकती है इसलिए ग्राफ में सिर्फ टोपोलॉजी को देखकर आप यह नहीं बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता फॉल्स पाथ है या कौन सा फॉल्स पाथ नहीं है लेकिन अगर आप गेट्स या ब्लॉक की फंक्शनैलिटी को भी साथ में देखते हैं तो आप संभवतः आप कुछ पाथ की पहचान कर सकते हैं जो कभी उपस्थित नहीं हो सकते ठीक है तो उदाहरण के लिए इस मामले में आप 400 लेंग्ट को अनदेखा कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए इस मामले में आप 400 लंबाई पथ को अनदेखा कर सकते हैं और आप केवल अन्य रास्तों पर विचार कर सकते हैं अब इसके पीछे एक और प्रेरणा है कि फॉल्स पाथ का पता लगाने और उन्हें इस विचार से हटाने का एक प्राथमिक कदम है कई सर्किट हैं जहां पथों की संख्या तेजी से गेट्स की संख्या या अच्छी तरह से लाइनों की संख्या के साथ बढ़ सकती है एक शास्त्रीय उदाहरण एक मल्टीप्लायर है तो सर्किट के इस आकार के बढ़ने पर उन सर्किटों के लिए पथों की संख्या तेजी से बड़ी हो जाती है विशेष रूप से बड़ी संख्या में फैन आउट या एक्सक्लूसिव ऒर गेट्स वाले सर्किटों के लिए ऐसे मामले होते हैं तो विशेष रूप से इन सर्किटों के लिए यह फॉल्स पाथ की पहचान बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अन्यथा पूरे मामले की जटिलता भी रैखिक घातीय हो जाती है क्योंकि पथों की संख्या घातीय है एक अन्य स्थिति यह हो सकती है कि आपको मल्टी साइकल पाथ नामक कुछ हो सकता है जिसका अर्थ है कि फ्लिप फ्लॉप के बीच कुछ कांबिनेशनल लॉजिक है लेकिन एक डिजाइनर के रूप में आप जानते हैं कि इसके लिए 2 क्लॉक साइकिल डिले की आवश्यकता होगी इसलिए जो डेटा मूल्य यहां संग्रहीत किया जाएगा वह केवल 2 क्लॉक पल्स के बाद सार्थक व्याख्या करेगा तो आप 2 क्लॉक पल्स से पहले इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को नहीं पढ़ रहे होंगे तो कुछ डिजाइन ऐसा हो सकता है इसलिए यदि आपके पास इस तरह के मानदंड हैं तो सर्किट के इस कॉन्बिनेशनल भाग के लिए आपको विवश होने की आवश्यकता नहीं है विलंब उस क्लॉक की अवधि t के भीतर होना चाहिए इसलिए यदि आप केवल इस सर्किट के टोपोलॉजी को देखते हैं तो आप इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे मेरा मतलब है कि विचार या जानकारी आपको अतिरिक्त रूप से उपयोगकर्ता से यह जानना होगा कि कुछ पाथ्स हैं जिन्हें मल्टी साइकिल नेचर के रूप में माना जाता है और उन्हें रिलैक्स टाइमिंग कॉन्सट्रेंट्स से संभाला जाना चाहिए इसलिए समय विश्लेषण समस्या के बारे में बात करते हुए यहां हम सच्चे और झूठे महत्वपूर्ण पाथ्स की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए वास्तव में आप जो चाहते हैं वह यह है कि हम सही क्रिटिकल पाथ्स निर्धारित करना चाहते हैं क्यों क्योंकि वास्तविक क्रिटिकल पथ वास्तव में मिनिमम साइकिल टाइम निर्धारित करेगा जिसके लिए सर्किट कार्य करेगा आप उस मल्टीप्लेक्सर उदाहरण के बारे में सोचते हैं जो मैंने दिया था सर्किट जाहिर तौर पर 400 डिले का पाथ दिखाता है लेकिन वह 400 कभी नहीं आएगा तो आप कभी भी अपनी क्लॉक पीरियड को उस 400 को ध्यान में रखते हुए डिजाइन नहीं करते हैं आप 300 को कॉम्बीनेशन नेटवर्क की अधिकतम डिले के रूप में लेते हैं और आप अपनी क्लॉक फ्रीक्वेंसी या पीरियड को ठीक ठाक ढंग से डिजाइन करते हैं तो यह एक और दूसरी बात है मेरा मतलब है कि आपको सामान्य तौर पर इस स्लैक वैल्यू को देखते हुए क्रिटिकल पाथ्स की पहचान करनी होगी यदि वे ऋणात्मक रूप से आते हैं तो वे लाइन्स क्रिटिकल नहीं हैं इसलिए आप अनावश्यक रूप से गलत पाथ्स को क्रिटिकल रूप से चिह्नित करके और अनावश्यक रूप से उन्हें सही करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो निहितार्थ यह है कि आप एक बार झूठे पाथ्स की पहचान कर लेते हैं और आप अनावश्यक हेरफेर या झूठे पाथ्स की गणना नहीं चाहते हैं जो स्थैतिक डिले एनालिसिस जैसे स्थैतिक टाइम एनालाइजर द्वारा उत्पादित किए जाते हैं जहां डिले मॉडल सबसे खराब स्थिति डिले मॉडल है यह टाइम एनालिसिस के साथ समस्या है तो बस आप देखते हैं कुछ ऐसा है जिसे फंक्शनल टाइमिंग एनालिसिस कहा जाता है तो आप मानते हैं कि यह एक कांबिनेशनल सर्किट ब्लॉक है इन्हें यहाँ फ्लिप फ्लॉप से आने वाले कुछ डेटा से फीड किया जाता है और आउटपुट भी यहाँ फ्लिप फ्लॉप में जा रहा है क्लॉक सभी फ्लिप फ्लॉप को फीड कर रही है यह एक अवधि T है अब आप देखते हैं मान लें कि क्लॉक यहाँ आने के बाद कोई एसक्यू नहीं है तो यह मान लें कि कॉम्बिनेशनल सर्किट इनपुट के साथ ट्रांज़िशन कर रहे हैं हर समय जब T 0 के बराबर है 0 एक ऐसी जगह है जहाँ इनपुट ट्रांज़िशन हो रहे हैं अब कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर कई पाथ्स हो सकते हैं क्योंकि असमान डिले के कारण मान लीजिए कि उनके स्थिर होने से पहले आउटपुट बदल रहा है तो आपको कॉम्बिनेशनल ब्लॉक का विश्लेषण करना होगा और यह पता लगाना होगा कि आपके द्वारा खर्च करने में अधिकतम डिले क्या है जिसके बाद आउटपुट स्थिर हो जाता है ताकि अगली क्लॉक आने पर स्थिर इनपुट मूल्य यहां उपलब्ध हो निश्चित रूप से सेट अप टाइम कन्सट्रैन्ट को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए यह अधिकतम खराब स्थिति डिले एनालिसिस आमतौर पर फंक्शनल टाइमिंग एनालिसिस में किया जाता है तो स्टेटिक टाइमिंग एनालाइजर में भी आप कुछ ऐसा ही करते हैं तो टाइमिंग एनालिसिस में आप मूल रूप से सत्यापित करते हैं कि क्या कुछ डिज़ाइन किसी दिए गए समय कन्सट्रैन्ट को पूरा करता है जैसे इस स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस में भी आप यही काम कर रहे हैं एक नेटलिस्ट दिया गया है आवश्यक आगमन समय दिया गया है RATs आप देखते हैं कि क्या कुछ स्लैक मान नकारात्मक हैं या नहीं यदि यह नकारात्मक है तो इसका मतलब है कि आपका डिज़ाइन इस विनिर्देश को पूरा नहीं करता है आपको कुछ समायोजन करने होंगे तो यह टाइमिंग एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य है इसलिए जब आप टाइमिंग एनालिसिस के बाद के कदम के रूप में समय अनुकूलन कर रहे हैं तो आप अपने डिजाइन के क्रिटिकल भागों की पहचान कर रहे हैं उदाहरण के लिए उन हिस्सों का उदाहरण जहां स्लैक नकारात्मक हैं एक बार जब आप उन क्रिटिकल भागों की पहचान कर लेते हैं जो आप उन पर कुछ अनुकूलन करते हैं तो एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी समय कन्सट्रैन्ट मिल जाते हैं इसलिए सत्यापन और अनुकूलन दोनों चरणों के लिए यदि आप बेहतर होने के लिए उच्च सटीकता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आपको एक समाधान मिलेगा जिसकी हमें किसी चरण में मोडीफायर की जांच करने में आवश्यकता हो सकती है इसलिए यदि आपको प्रारंभिक चरणों में सटीक अनुमान मिलता है तो आपके पास वह डिज़ाइन हो सकता है जो पूरे डिज़ाइन चक्र में बना रहेगा इसलिए आपको इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है तो समय विश्लेषण की मूल अवधारणा का मतलब है कि आपके पास एक तथाकथित नैनीव अप्रोच हो सकता है जैसा कि आप जानते हैं लेकिन स्पाइस एक सर्किट सिमुलेशन उपकरण है जो बहुत सटीक है स्पाइस कुछ बहुत सटीक लेता है और ट्रांजिस्टर प्रतिरोध resistance कैपेसिटेंस इंडक्शन जैसे हर सर्किट घटकों के मॉडल को स्थापित करेगा यह भी ट्रांसमिशन लाइनों इंटरकनेक्शन्स को मॉडल कर सकता है विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं तो मूल रूप से आप अपने डिजाइन या सर्किट नेट सूची को एक समतुल्य सर्किट में अनुवाद करते हैं जिसमें वोल्टेज स्रोत करंट स्रोत नियंत्रित वोल्टेज स्रोत नियंत्रित करंट स्रोत R L C मान आदि शामिल होते हैं और बाद में आप एक पारंपरिक सर्किट एनालिसिस करते हैं जिसमें आमतौर पर बहुत संगणना की आवश्यकता होती है लेकिन लाभ यह है कि यदि आपका सर्किट मॉडल काफी अच्छा है तो आपको प्राप्त होने वाले परिणाम बहुत सटीक होंगे और वास्तविक नियमों के साथ काफी निकटता से मेल खाते हैं जिससे आप फैब्रिकेटेड सर्किट प्राप्त करते हैं लेकिन सर्किट सिमुलेशन के साथ परेशानी यह है कि यह धीमा है इसका मतलब है कि यह बहुत अधिक गणना करता है आप बड़े सर्किट के लिए सिमुलेशन को स्केल नहीं कर सकते हैं आप इसे केवल छोटे आकार के सर्किट के लिए कर सकते हैं तो स्पाइस सिमुलेशन सटीक है लेकिन बड़े सर्किट के लिए बहुत महंगा है इसलिए आपको गेट लेवल टाइमिंग एनालिसिस के लिए जाना होगा जो कि समझौता है यह बेशक स्पाइस की तुलना में कम सटीक होगा लेकिन यह अधिक कुशल होगा आप इसे कहने के लिए चला सकते हैं उदाहरण के लिए मिलियन सर्किट कह सकते हैं तो आप यहां क्या करते हैं आपके समय विश्लेषण की तरह जो आपने पहले देखा था आपके गेट या तार की डिले वर्गीकृत है आपके पास एक सरलीकृत मॉडल है जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मेरे गेट की डिले है यह मेरे तार में डिले है एक विस्तृत गणना या गणना के माध्यम से जाए बिना अनुमान लगाने के तरीके हैं इसलिए इसका उपयोग करके आप कुछ सरल डिले अनुमान लगा सकते हैं और उन का उपयोग करके आप एक समय विश्लेषण कर सकते हैं वास्तव में वही है जो हमने पहले देखा था जब हमने स्थैतिक समय विश्लेषण और 0 स्कू एल्गोरिदम पर चर्चा की थी ठीक था इसलिए इस उदाहरण को देखें तो यदि आप एक गेट स्तर समय विश्लेषण कर रहे हैं तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं आप इस सर्किट को देखते हैं यह सर्किट क्या महसूस करता है दो AND गेट हैं इस AND गेट का आउटपुट सिर्फ AND का X1 और X2 है जो आप X2 के साथ कर रहे हैं तो यह Z भी X1 और X2 है और X1 X2 का है तो आप कह सकते हैं कि यह AND गेट वास्तव में यह मार्ग है यह पथ निरर्थक है तो आप यह X1 सीधे यहां X1 और X2 X 2 हो सकते हैं इसलिए गेट लेवल टाइमिंग एनालिसिस फिर से एक नैनीव अप्रोच है क्योंकि आप कार्यक्षमता को देखे बिना सबसे लंबा पाथ तय करते हैं इसलिए जो मैं यहां कह रहा हूं वह यह है कि सभी पथ सिग्नल घटनाओं को प्रचारित नहीं कर सकते हैं इसलिए इस मार्ग के साथ कोई सिग्नल घटना का प्रचार नहीं किया जाएगा उन्हें इस पाथ के साथ और इस पाथ के साथ प्रचारित किया जाएगा तो यह पाथ जो सबसे लंबा रास्ता था इसलिए यदि यह गलत है तो गेट लेवल एनालिसिस से जो भी अनुमान आपको मिलेगा वह आपको एक ओवर एस्टीमेट देगा यह आपको लंबे समय तक डिले देगा इसलिए जब भी हम फंक्शनल टाइमिंग एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको गलत तरीके से अवेयर टाइमिंग एनालिसिस करना चाहिए इसका मतलब है आप फॉल्स पाथ की पहचान करते हैं और तदनुसार आप आगमन के समय की गणना करते हैं ताकि आपको Z पर एक अच्छा अनुमान मिले क्योंकि यदि आप सिर्फ टोपोलॉजी देखते हैं और बस करते हैं तो आप आम तौर पर आगमन समय के लिए एक हायर वैल्यू प्राप्त करेंगे क्योंकि आप फॉल्स पाथ्स पर भी विचार कर रहे हैं एक 2 बिट कैरी स्किप ऐडर का एक उदाहरण लें बस एक सरल उदाहरण है आप नेट सूची देखें जहां इनपुट के 2 जोड़े a0 b0 और a1 b1 हैं और कुछ s0 s1 और कैरी आउट दिया गया है अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यहां आपका एक मल्टीप्लेक्सर अतिरिक्त रूप में संभवतः है जहां आप कैरी इन ले सकते हैं और आप जोड़ सकते हैं सर्किट प्राप्त कर सकते हैं जहां आप a1 b1 का xor लेते हैं और इस इनपुट को भी लेते हैं जो है a1 b1 का xor और a0 b0 का xor और इसे AND करते हैं और इसे सेलेक्ट लाइन के रूप में देते हैं जिसका अर्थ है कि कैरी प्रोपगेट कंडीशन को दर्शाता है इसलिए अगर कैरी प्रोपेगेट की स्थिति है तो जो कुछ भी देखा जाता है वह आउटपुट में प्रोपागेट हो जाएगा इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इस पंक्ति के साथ प्रोपेगेटिंग कर रहे हैं लेकिन यदि आप अभी लांगेस्ट पाथ की गणना करते हैं तो लांगेस्ट पाथ यह है लेकिन इसे शुरू करके हमने एक मामला पेश किया है जहां वास्तव में इस लांगेस्ट पाथ परिदृश्य के लिए कैरी इस तेज रास्ते से आगे बढ़ेगा इसके माध्यम से लेकिन इस टोपोलॉजिकल विश्लेषण का उपयोग करके आप यह नहीं पहचान सकते कि यह यह मूल विचार है तो आइए अब हम कुछ मूल अवधारणाओं के फॉल्स पाथ विश्लेषण की ओर देखें इसलिए आप यह जांचने का प्रयास करते हैं कि इनपुट से दिए गए आउटपुट में डिले के लिए पथ वास्तव में जिम्मेदार है या नहीं यदि ऐसा नहीं है तो बस उस पाथ को अनदेखा करें उस पाथ पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए आप जांचते हैं कि लंबे रास्ते फॉल्स पाथ के अनुरूप हैं या नहीं आप देख सकते हैं कि पूरा मार्ग फॉल्स नहीं है लेकिन कम से कम इसका एक हिस्सा फॉल्स है रास्ते फॉल्स हैं या नहीं यह पहचानने के तरीके हैं हम बाद में कुछ रणनीतियों को देख रहे होंगे अब आप डिले को कम करके देखें आप क्या कर रहे हैं यह फॉल्स पाथ है हम कभी कभी कह रहे हैं कि हम वास्तव मेंडिले कर रहे हैं हम गणना कर रहे हैं यह सही नहीं है कि वास्तविक डिले कम होनी चाहिए कुछ पाथ जिनके माध्यम से संकेत प्रचारित हो रहा है फॉल्स है लेकिन फॉल्स पाथ का पता लगाने के लिए कुछ गलत तरीके कह सकते हैं कि मेरे पास एक छोटा रास्ता है मेरी डिले यह होनी चाहिए लेकिन यह लंबा पाथ कुछ मामलों में भी भूमिका निभा सकता है जैसे कि आप प्रभावी रूप से डिले का कम आंकलन कर रहे हैं जब भी आप डिले का कम आंकलन कर रहे हैं तो समस्या हो सकती है क्योंकि आप कुछ समय के उल्लंघन की अनदेखी कर सकते हैं दूसरी ओर अनुमान से अधिक डिले वांछनीय नहीं है लेकिन अगर कुछ मामलों में वे मौजूद हैं तो आप उन्हें भी स्वीकार कर सकते हैं जो आपको गलत परिणाम नहीं देगा ठीक है इसलिए यहां एक सरल विधि हम यहां प्रस्तुत करते हैं यह बूलियन अंतर नामक एक अवधारणा पर आधारित है आप एक पथ पर विचार करें f0 f1 f2 fn पर विचार करें ये नोड्स हैं विचार इस तरह है आप f0 से शुरू करते हैं f1 f2 fn तक होगा ये नोड्स गेट या कोई कार्यात्मक ब्लॉक भी हो सकते हैं तो यह बूलियन अंतर है जो यह कहता है कि यह है यह कहता है कि हम सामान्य रूप से एक ब्लॉक fi लें तो यह अपने इनपुट को fi माइनस 1 से प्राप्त कर रहा है इसलिए बूलियन अंतर क्या है इस तरह के सवाल कहते हैं कहते हैं कि यदि fi माइनस 1 पर एक संकेत संक्रमण है तो क्या यह संभव है कि fi के आउटपुट में एक संकेत संक्रमण हो हाँ या ना यदि यह पता चलता है कि अच्छी तरह से इनपुट के कुछ संयोजन मौजूद हैं जिसके लिए यह संकेत संक्रमण फैल सकता है तो यह ठीक है लेकिन इस रास्ते के साथ यदि आप पाते हैं कि फाई माइनस 1 के कुछ जोड़े हैं तो आइए हम यहां कहते हैं इसके लिए सिग्नल प्रोपागेट नहीं कर सकता है जिसका अर्थ है कि यह संपूर्ण पथ एक फॉल्स पाथ है यह सिग्नल इसके माध्यम से प्रोपागेट नहीं कर सकता है इसलिए ऐसे हर ब्लॉक में जोड़ी में यदि आप बूलियन अंतर की गणना करते हैं और यदि आप यह स्थापित नहीं कर सकते हैं कि यहां एक संक्रमण यहां प्रोपागेट कर सकता है तो आप कह सकते हैं कि यह पाथ फॉल्स पाथ नहीं है यदि फॉल्स है तो आप प्रोपागेट नहीं कर सकते तो बूलियन अंतर वास्तव में ब्लॉक fi और fi माइनस 1 के बीच इस तरह दर्शाया गया है आप इसे डेल नोटेशन डेरिवेटिव नोटेशन del fi में उपयोग करते हैं del fi का मतलब है कि अगर fi माइनस 1 में बदलाव होता है तो क्या fi में बदलाव हो सकता है तो यह लॉजिक एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन देता है इसलिए यदि आप इसे हल करते हैं तो मेरा मतलब है कि आप 0 के बराबर या नल फ़ंक्शन प्राप्त कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि यह संभव नहीं है या आप इनपुट वेरिएबल के संदर्भ में एक एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं जो आपको बताता है कि किन इनपुट संयोजनों के लिए यह संभव है तो अंतिम आउटपुट सेंसिटिव होगा f0 में बदलने के लिए सेंसिटिव होगा अगर इन सभी del fi वैल्यू में del नॉन नल मान देते हैं कि यदि आप प्रोडक्ट लेते हैं तो अंतिम प्रोडक्ट नॉन नल होगा यह है मूल विचार इसलिए मैं सिर्फ एक सरल उदाहरण लेना चाहूंगा हम एक मल्टीप्लेक्सर का एक ही उदाहरण लेंगे तो हम fi लेते हैं तो आउटपुट एक्सप्रेशन u और v इनपुट हैं और s का चयन है तो यदि s 0 है v यदि s 1 है तो u तो मैं इस तरह का आउटपुट एक्सप्रेशन लिख सकता हूं जैसे कि u प्लस s बार v इसी तरह fj अगर s 0 है तो यह 1 है अगले अन्यथा तो fj मैं इस तरह से लिख सकता हूं बार x प्लस s y अगर मैं del fi del u del fi del u del fi del u की गणना करता हूं तो एक एक्सप्रेशन एक बूलियन अंतर की परिभाषा इस तरह है इसलिए मैं किसी फ़ंक्शन f के लिए नोटिंग डाउन कर रहा हूं तो अगर मैं कहता हूं कि बूलियन अंतर del F del कुछ इनपुट वेरिएबल x कई इनपुट हैं उनमें से एक x है यह फ़ंक्शन का मान है जब x 0 के बराबर है एक्सक्लूसिव और फ़ंक्शन का मान जब x 1 के बराबर है इसका मतलब है अगर x बदलता है तो क्या f का आउटपुट बदलता है यह एक्सप्रेशन वास्तव में आपको बताती है कि x के संबंध में f कितना सेंसेटिव है यह बूलियन अंतर की परिभाषा है तो हम यहां देखते हैं तो यहाँ del fi del u होगा यदि आप बस उस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं तो आप अभी दिखाए गए हैं और यदि आप एक सरलीकरण करते हैं तो आप पा सकते हैं del fi del u केवल u हो जाता है इसी तरह j del fj del x के लिए s bar आता है तो हम वास्तव में इस पथ u के बारे में बात कर रहे हैं फिर yx से fj और अगर मैं इस 2 कार्य का प्रोडक्ट करता हूं तो हम देखते हैं कि s और s बार रद्द करता है 0 हो जाता है इसका मतलब यह एक फॉल्स पाथ है सिग्नल प्रोपागेट नहीं कर सकता u से लेकर fi और fi pi x तक एक साथ fj करें यह एक सरल उदाहरण है कि कैसे फॉल्स पाथ की पहचान करने के लिए बूलियन अंतर का उपयोग किया जा सकता है इसलिए पथ संवेदी नहीं है और फॉल्स है अब हम अगली विधि में कुछ अवधारणाओं का उपयोग करेंगे जिन्हें आप देख रहे होंगे तो इस व्याख्यान में बस हमें कुछ अवधारणाओं और परिभाषाओं का परिचय देने दें हर साधारण गेट के लिए हम एक नियंत्रित मान और एक गैर नियंत्रित मान नामक कुछ को परिभाषित करते हैं नियंत्रण मान का मतलब है कि यदि यह मान किसी एक इनपुट पर लागू होता है तो यह विशिष्ट रूप से आउटपुट का निर्धारण करेगा गैर नियंत्रित मान का मतलब है इस तरह से नहीं नियंत्रण मान देखें और इनपुट गेट के आउटपुट को निर्धारित करता है अन्य इनपुट से स्वतंत्र सिर्फ एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए मेरे पास एक 3 इनपुट AND गेट है इसलिए हम इस इनपुट पर विचार करते हैं इसलिए यदि मैं इस इनपुट पर 0 के रूप में आवेदन करता हूं तो आउटपुट क्या होगा अन्य 2 इनपुट के बावजूद आउटपुट 0 होगा इसलिए यहां 0 को नियंत्रित इनपुट कहा जाता है लेकिन अगर मैं 1 लागू करता हूं तो मैं आउटपुट के साथ नहीं कह सकता आउटपुट अन्य इनपुट पर निर्भर करेगा यह एक गैर नियंत्रित मान है इसी तरह एक OR गेट के लिए हमें फिर से कहें कि यह एक इनपुट या गेट है इसलिए यदि मैं 1 लागू करता हूं तो आउटपुट दूसरों के बावजूद 1 होगा यह एक OR के लिए एक नियंत्रित मान है यह नियंत्रण और गैर नियंत्रण मान से परे की अवधारणा है तो यह बूलियन अंतर अवधारणा से भी आता है आप a b देखते हैं तो यह है तो क्या होगा del f del a हमें एक गणना 2 इनपुट AND गेट a b दें आउटपुट a b के बराबर f है इसलिए अगर मैं a f संबंध में के बूलियन अंतर की गणना करता हूं तो आप केवल उस फ़ंक्शन को याद करते हैं जहां x 0 के बराबर है a 0 के बराबर XOR फ़ंक्शन जब a 1 के बराबर होता है तो जब a 0 के बराबर होता है तो पूरा फंक्शन 0 होता है XOR अगर a 1 के बराबर होता है तो फंक्शन b 0 XOR b b होता है तो del f del a b है del g del a bb बार है तो यह वास्तव में आपको संवेदनशीलता के लिए शर्त देता है तो del f del a b के बराबर का मतलब क्या हैdel f del a b के बराबर का मतलब है कि अगर मैं चाहता हूं कि a सही अलग है अतः a से b तक सिगनल प्रोपेगेशन की स्थिति क्या है तो इस स्थिति को सत्य रखना होगा इसका मतलब है b 1 के बराबर होना चाहिए इस फ़ंक्शन को सत्य करना होगा इसलिए यदि b 1 है तब ही केवल कोई भी ट्रांजिशन a सिग्नल में यहां प्रोपागेट होगा इसी तरह एक OR गेट के लिए इसलिए यदि आप एक समान गणना करते हैं तो आप पाएंगे कि del f del a bb बार होगा जिसका मतलब है कि इस मामले के लिए यदि आप सिग्नल को प्रोपागेट करना चाहते हैं तो bb बार सत्य होना चाहिए मतलब b 0 होना चाहिए यह आपको सिग्नल को प्रोपागेट के लिए शर्त देता है यह हम अपनी अगली विधि में उपयोग कर रहे हैं जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे इसलिए इस आरेख में संक्षेप में मैं बुनियादी गेट्स दिखा रहा हूं AND गेट के लिए नियंत्रित और गैर नियंत्रित मानो को AND के लिए 0 नियंत्रण मान है 1 गैर नियंत्रित मान है OR के लिए 1 कंट्रोलिंग है 0 नॉन कंट्रोलिंग में है NAND के लिए भी ऐसा ही है NAND गेट के लिए भी 0 कंट्रोल होगा NOR गेट के लिए भी 1 कंट्रोलिंग होगा तो बस इसे याद रखें लेकिन क्योंकि हमारे अगले व्याख्यान में हम एक विधि की ओर देख रहे हैं जहां हमें गेट्स के पार एक सिग्नल को संवेदी बनाना पड़ सकता है हमें इन अवधारणाओं की आवश्यकता है तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं